हैलो स्टूडेंट्स तो लास्ट क्लास में हमने लाइन इंटीग्रल के साथ शुरू किया था और आज हम संभवतअपने अंतिम उदाहरण के साथ जारी रखेंगे जो हमने शुरू किया था और फिर हम एक सरफेस इंटीग्रल पर स्विच करते हैं तो पिछली क्लास में हमने इस उदाहरण के साथ शुरू किया था जहाँ हमें 00 से 11 तक लाइन पर क्लोज्ड कर्व के अलोंग इस इंटेग्रल का मूल्यांकन करना था तो हम वास्तव में फ़िगर ड्रॉ कर सकते हैं और 00 से 11 ऑरिजिन से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है तो यह हमारी लाइन है और कर्व इस तरह से दिया गया है और वे निश्चित रूप से बिंदु 1 1 पर प्रतिच्छेद करते हैं इसलिए यदि हम यहाँ 𝑦 𝑥 को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह मूल रूप से होगा तो वहां से हम 0 और 1 के रूप में प्रतिच्छेद बिंदु की गणना कर सकते हैं और जब x 0 होता है तो y 0 होता है और जब x 1 है तो y 1 है तो ये दो बिंदु हैं जहां वे इंटरसेक्ट करते हैं अब हमारे पास कर्व है और हमारे पास रेखा है इसलिए हमारे पास मूल रूप से क्लोज्ड कर्व है और अब हम उस गणना को करते हैं तो हम ये कैसे कर सकते हैं तो बेशक यहाँ लाइन इंटेग्रल दो स्टेप्स में हो सकता है तो पहले हम इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल करते हैं और फिर हम इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल करते हैं अब हमारे पास है तो हम इसे लाइन इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसे दो खंडों में विभाजित करना है अब लाइन 𝑦 𝑥 के अलोंग मैं यहां 𝑦 x प्र्तिस्थापित कर सकता हूं और x मूल रूप से 0 से 1 होगा तो हम ऐसा करते हैं अब मैं यह लाइन AO के साथ कर सकता हूं मैं 1 कर सकता हूं इसलिए x 1 से 0 तक है तो हम इसे लिख सकते हैं और अगर हम पूरे को इंटेग्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से इंटेग्रेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक एलजेबरीक एक्सप्रेशन है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी ऐसा कर सकते हैं तो हम यहां इसे करने से बचेंगे अब यदि आप पूरी गणना करते हैं तो आप अंततः 184 प्राप्त करेंगे इसलिए यह आवश्यक उत्तर है अब यह उदाहरण विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यहां हमें मूल रूप से लाइन इंटीग्रल को दो खंडों में विभाजित करना है इसलिए पहले हम इस लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट करेंगे और फिर हम यहां इस आर्क के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट करते हैं और योग आपको उस संपूर्ण क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटेग्रल प्रदान करेगा क्योंकि वे क्लोज्ड हैं और यह मूल रूप से हमारा उत्तर है तो इस प्रकार हम लाइन इंटेग्रल की गणना करते हैं तो लाइन इंटीग्रल के मामले में आपको हमेशा कर्व और इसके पैरामीट्रिक रेप्रेजेंटेस्न या वैरीयबल x और y के लिए लिमिट की पहचान करनी होगी और उसके आधार पर जो पिछले उदाहरण में किया हमने पैरामीट्रिक रेप्रेजेंटेस्न में नहीं रखा है हम खुद x और y रेप्रेजेंटेस्न के साथ मेनेज करते हैं लेकिन अगर आपको कर्व के पैरामीट्रिक रेप्रेजेंटेस्न को लगाने की आवश्यकता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं हमने उन एक या दो उदाहरणों को देखा और फिर आप पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट करते हैं और पैरामीटर t की लिमिट्स का उपयोग करते हैं अन्यथा आप x और y के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट कर सकते हैं और दिए गए कर्व को विभाजित कर सकते हैं यदि यह दो अलग अलग सेगमेंट्स से बना है तो आप क्लोज्ड कर्व को दो सेगमेंट्स में विभाजित करते हैं और फिर आप पिछले उदाहरण की तरह इंटेग्रेट करते हैं इसलिए लाइन इंटीग्रल उतना मुश्किल नहीं है और वे बहुत दिलचस्प भी हैं इसलिए मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसे दिलचस्प कहेंगे जब आप इसे अपने आप से अभ्यास करेंगे और हम कुछ फ़ौर्मूले या असाइनमेंट को शामिल करने का भी प्रयास करेंगे मूल रूप से आपके असाइनमेंट शीट में फॉर्मूला असाइनमेंट आपके लिए अभ्यास करने के लिए नहीं है ठीक है तो कमोबेश अधिकांश उदाहरण समान प्रकार के होते हैं इसलिए हम इन उदाहरणों को छोड़ देंगे और अब मैं अपने लेक्चर नोट पर हूँ अब हम अपने अगले टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो मूल रूप से सरफेस इंटेग्रलहै और यहाँ सरफेस इंटेग्रल में कुछ सरफेस इंटेग्रल का मूल्यांकन करेंगे और साथ ही हम कुछ वॉल्यूम इंटेग्रल का मूल्यांकन करेंगे हमारे वेक्टर कैलकुलस भाग में हम वास्तव में एक ही काम करेंगे तो वेक्टर कैलकुलस भाग में भी हम सरफेस और वॉल्यूम इंटेग्रल का मूल्यांकन करेंगे और निश्चित रूप से वे वेक्टर कैलकुलस दृष्टिकोण से प्रेरित होंगे तो वहां हम गॉस डाइवरजेन्स थिओरम स्टोक्स थिओरम ग्रीन्स थिओरम करेंगे और यहां हम अपनी पारंपरिक सरफेस और वॉल्यूम इंटेग्रल करेंगे यदि समय अनुमति देता है तो हम गॉस डाइवरजेन्स थिओरम या स्टोक्स थिओरम को इंटेग्रल कैल्कुलस में देखेंगे यदि नहीं तो हम उन टॉपिक को अपने वेक्टर कैल्कुलस भाग में शामिल करेंगे जिसे मैं वास्तव में एक या दो लैक्चर के बाद शुरू करने की आशा कर रहा हूँ तो हम सरफेस इंटेग्रल से शुरू करते हैं यहाँ सरफेस में है इसलिए में एक कर्व या सरफेस एक वेक्टर वैल्यूड फ़ंक्शन है जिसका डोमेन का सबसेट है और रेंज का एक सबसेट है सब ठीक है तो यदि 𝑓𝑔ℎ एक डोमेन D के सबसेट पर परिभाषित तीन रियल वैल्यूड फंकशन हैं जोकि x f 𝑢 𝑣 𝑦 𝑔 𝑢 𝑣 और z h 𝑢 𝑣 हैं तब सेट 𝑓𝑢𝑣𝑔𝑢𝑣ℎ𝑢𝑣 में एक सर्फ़ेस है तो तो यह बिंदु x देगा यह बिंदु y देगा और यह पॉइंट सेल देगा तो इन सभी बिंदुओं का संग्रह वास्तव में में एक सर्फ़ेस को रिप्रेसेंट करेगा हम इन सर्फ़ेस पर इंटेग्रल करेंगे तो आइए देखें कि हम कैसे करते हैं और हमारे मामले में हम जिस भी सर्फ़ेस के साथ काम करते हैं वे हमेशा स्मूथ होती हैं तो इसका मतलब है कि इन सभी के इन वैरीयबल के रेस्पेक्ट में एक कंटिन्युस पारसिल डेरिवैटिव होगा तो अब हम किसी सर्फ़ेस के एरिया की गणना कैसे करते हैं यहाँ फॉर्मूला एक स्मूथ सर्फ़ेस का एरिया है इसलिए इसका मतलब है कि उनके पास कंटिन्युस पारशीयल डेरिवेटिव है 𝑥 𝑓 𝑢 𝑣 𝑦 𝑔 𝑢 𝑣 और सेट 𝑧 ℎ u 𝑣 को के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि हम इस फोर्मूले को सरल करते हैं इसलिए यदि हम सर्फ़ेस पर विचार करते हैं अब यदि हम कहें तो ये मूल रूप से जैकोबियन हैं लेकिन हमें इस फोर्मूले को सरल बनाना होगा अब यदि हम सर्फ़ेस को 𝑧 𝑓𝑥𝑦 के रूप में लिखते हैं इसलिए यदि यह दी गई सर्फ़ेस है या हम 𝑥 𝑢 𝑦 𝑣 और फिर 𝑧 𝑓𝑢𝑣 लिखते हैं तो फिर से 𝑥 ℎ𝑢𝑣 𝑦 𝑔𝑢𝑣 और 𝑧 𝑓𝑢𝑣 तो उस स्थिति में हम इन जैकोबियन की अलग गणना कर सकते हैं इसलिए इन अलग जैकोबियन की गणना करना मुश्किल नहीं होगा हम पहले ही गणना कर चुके हैं तो यह उदाहरण के लिए 𝜕𝑦𝑧𝜕𝑢𝑣 है तो हम उस डेटरमीनेंट की गणना करते हैं जो हमें पहले जैकोबियन देगा फिर इसी तरह से 2 जैकोबियन इसी तरह से 3 जैकोबियन इसलिए यदि हम उन सभी गणनाओं को करते हैं तो हम मूल रूप से सर्फ़ेस इंटेग्रल प्राप्त करेंगे जिसे मैं लिखने जा रहा हूं यह एक फॉर्मूला है जहां D सर्फ़ेस का xy प्लैन पर प्रॉजेक्शन है ठीक है और अगर मैं माना zx प्लेन पर प्रॉजेक्शन करता हूं तो तो उस स्थिति में यह 𝜕𝑧𝜕𝑥 होगा तो यह 𝜕z प्लेन पर प्रॉजेक्शन है अब यदि दी गई सर्फ़ेस 𝑥 𝑔𝑦𝑧 है तो फिर से मैं 𝑦 𝑢 and 𝑧 𝑣 प्र्तिस्थापित कर सकता हूं फिर यह 𝑥 𝑔𝑢𝑣 होगा और इसलिए आवश्यक रूप होगा यहाँ D yz प्लेन पर प्रॉजेक्शन है और इसी तरह अगर सर्फ़ेस 𝑦 ℎ𝑧𝑥 है तो जहां D zx प्लेन पर प्रॉजेक्शन है तो यहाँ यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपको समीकरण किस रूप में दिया गया है तो अगर हमारे पास 𝑥 𝑓𝑦𝑧 के रूप में दी गई सर्फ़ेस है तो हम मूल रूप से और यदि दिया गया फॉर्मूला 𝑧 𝑓𝑥𝑦 है तो हम मूल रूप से पहला फॉर्मूला प्राप्त करते हैं और फिर हम पहले फॉर्मूले का उपयोग करते हैं अगर हमें कर्व का समीकरण 𝑥 𝑔𝑦 𝑧 के रूप में दिया जाता है तो उस स्थिति में हम सेकंड फोर्मूले का उपयोग करेंगे और यदि ये 𝑦 ℎ 𝑧 𝑥 दिया जाता है तो हम तीसरे फोर्मूले का उपयोग करते हैं तो यह इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि आपको किस रूप में सर्फ़ेस दी गई है और उसके आधार पर हम इनमें से किसी एक फोर्मूले का उपयोग कर सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह थोड़ा सार था तो हम पहले उदाहरण से शुरू करते हैं तो उदाहरण 1 आइए हम एक कर्व के सर्फ़ेस एरिया या सर्फ़ेस को खोजें जो पहले से ही हमें ज्ञात है तो सर्फ़ेस का सर्फ़ेस एरिया ज्ञात करें अब बस इस कर्व या सर्फ़ेस को देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि यह किस प्रकार की सर्फ़ेस है यह हमारा एरिया है ऑल राइट तो हम जानते हैं कि सर्फ़ेस के बजाय मेँ स्फेयर लिख सकता हूं जोकि हम सभी जानते हैं अब हम जानते हैं कि एक स्फेयर का सर्फ़ेस एरिया है तो आइए देखें कि क्या हम इन इंटेग्रल कैल्कुलस फोर्मूले का उपयोग करके रिज़ल्ट प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं तो हम शुरू करते हैं अब हमारे पास है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूं इसलिए हम केवल z की पॉज़िटिव वैल्यू लेंगे तो यह मूल रूप से मेरा 𝑓𝑥 𝑦 है और अब अगर मेरे पास 𝑧 𝑓𝑥𝑦 के रूप में फॉर्मूला है तो हम सर्फ़ेस इंटीग्रल के लिए 1 फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं तो फ़र्स्ट फोर्मूले के लिए मुझे यह गणना करने की आवश्यकता है कि वह 𝜕𝑧𝜕𝑥 कहां है और यहाँ 𝜕𝑦𝜕𝑥 है तो हम 𝜕𝑧𝜕𝑥 की गणना करते हैं तो यह होगा अब यह मूल रूप से 2x है और यहां एक 2 है इसलिए 2 से 2 कैन्सल हो जाएगा तो अब यह है इसी तरह मैं की गणना कर सकता हूं तो यह है अब इस फोर्मूले पर आधारित है इस फोर्मूले के आधार पर मैं की गणना कर सकता हूं तो यह मूल रूप से है इसलिए अगर मैं इसे लेता हूं अगर मैं इसकी गणना करता हूं तो यह होगा तो अब स्फेयर का सर्फ़ेस एरिया अपर हाफ के सर्फ़ेस एरिया से दोगुना है और आगे xy प्लेन पर इस स्फेयर का प्रोजेक्सन है इसलिए हमने अपर हाफ को लिया है क्योंकि पूरे स्फेयर का सर्फ़ेस एरिया अपर हाफ केसर्फ़ेस एरिया का सिर्फ दोगुना होगा और अगर हम xy प्लेन पर प्रोजेक्सन करते हैं तो यह मूल रूप से एक सर्कल होगा तो शुरू में यह इस स्फेयर का एक ऊपरी आधा हिस्सा है लेकिन एक बार जब हम प्रोजेक्सन करते हैं तो उस स्थिति में यह मूल रूप से एक सर्कल है जो इस समीकरण द्वारा दिया गया है तो रेडियस समान रहेगी ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रोजेक्सन करते हैं तो रेडियस बदल जाएगी तो रेडियस अभी भी वही है और यह हमारे सर्कल का समीकरण है अब हमारा आवश्यक सर्फ़ेस एरिया दो गुना होगा R प्रोजेक्सन है तो हम लिखते हैं तो यह मूल रूप से है अब यह केवल दो वैरियेबल के फंकशन के लिए प्लेन इंटेग्रल कैल्कुलस है यह हम पहले ही कर चुके हैं दो वैरियेबल के फंकशन के लिए इस प्रकार की इंटेग्रल गणना हम पहले ही कर चुके हैं इसलिए यहां हम मूल रूप से पोलर कॉर्डीनेट्स की मदद लेते हैं तो हम 𝑥 𝑟cos𝜃 और 𝑦 𝑟sin𝜃 जहाँ 0≤𝑟≤𝑎 तथा 0≤𝜃≤2𝜋 को रखते हैं तब सर्फ़ेस इंटेग्रल होगा तो यह इंटेग्रल होगा हमने पहले ही इसे कई बार देखा है कि हम इस ट्रांसफॉरमेसन के लिए जैकबियन की गणना कैसे कर सकते हैं और इसलिए हम के साथ समाप्त करेंगे अब हम 𝜃 और r को अलग करते हैं क्योंकि वे एक साथ मिक्स्ड अप नहीं होते हैं तो अब मैं प्रतिस्थापित करता हूं और फिर उस स्थिति में हमारे पास होगा और जिसे बहुत आसानी से संभाला जा सकता है इसलिए इस इंटेग्रल की गणना करना मुश्किल नहीं होगा

तो यह होगा तो यह मूल रूप से 4𝑎𝜋 −0 a है तो इसका मतलब है तो यह इस स्फेयर का आवश्यक सर्फ़ेस एरिया है तो वह समस्या कहां है इसलिए इस स्फेयर के सर्फ़ेस एरिया की गणना करते हुए हमने वैरियेबल z को x और y के फंकशन के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया तो अब हम 𝑧𝑓𝑥𝑦 फॉर्म में हैं तो इसके लिए हमें 𝜕𝑧𝜕𝑥 और 𝜕𝑧𝜕𝑦 की आवश्यकता है इसलिए हमने यहां वैल्यू को प्रतिस्थापित किया यही हमारा स्कवेर है और फिर फोर्मूले में भी हमें प्रॉजेक्शन लेने की आवश्यकता है इसलिए प्रॉजेक्शन करने से पहले हमें पहले सर्फ़ेस एरिया का पता लगाना होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह की कान्सैप्ट का उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए चूंकि यह एक स्फेयर है पूरे स्फेयर का सर्फ़ेस एरिया अपर हाफ के सर्फ़ेस एरिया से दोगुना होगा तो हमने ये किया है और R प्रोजेक्शन है इसलिए जब हम xy प्लेन पर अपर हाफ का प्रोजेक्शन लेते हैं तो यह समान वाला एक सर्कल होगा इसलिए हमने जो लिखा है और उसके बाद हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि यह कैसे पोलर कौर्डिनेट सिस्टम में रूपांतरण करता है तो यहाँ 𝑥 𝑟cos𝜃 और 𝑦 𝑟sin𝜃 जहाँ 0≤𝑟≤𝑎 तथा 0≤𝜃≤2𝜋 है और फिर हम केवल वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं कुछ सरल गणना करें जो हमें आवश्यक इंटीग्रल के रूप में देगा इस प्रकार इस उदाहरण में हमने देखा कि हम सर्फ़ेस एरिया की गणना कैसे कर सकते हैं और उस गणना का हमारे पारंपरिक गणना के साथ मेल खाना तो हम निश्चित रूप से एक सर्फ़ेस के सर्फ़ेस एरिया की गणना पर एक या दो और उदाहरणों पर काम करेंगे हम शायद कुछ उदाहरण देखेंगे जहां हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग सर्फ़ेस हैं और हम सर्फ़ेस एरिया की गणना कैसे कर सकते हैं हम उन सभी चीजों को अपनी अगली क्लास में करेंगे और फिर हम वॉल्यूम इंटीग्रल पर स्विच करेंगे इसलिए मैं आपको ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ